पहले चरण के लिए मान लीजिए कि मैं एक बीकर लेता हूं जो एक तरल पदार्थ से भरा होता है और इसलिए उस तापमान तक एक निश्चित तापमान सीमा होगी जो प्रक्रिया होती है वह केवल प्राकृतिक संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण द्वारा होती है और वास्तव में यदि मैं इस क्वथन वक्र को विकसित करना शुरू करता हूं तो एक निश्चित क्षेत्र है जहां तक ऊष्मा परिवहन का प्राथमिक तरीका या परिवहन का प्रमुख तरीका प्राकृतिक संवहन है और जो होता है वह यह है कि मैं यहां ऊष्मा की आपूर्ति करता हूं और यह तापमान की सतह है तो क्या होता है कि कभी कभी बुलबुले बनेंगे ठीक है नीचे की सतह पर छिटपुट बुलबुले बनेंगे और घनत्व के अंतर के कारण वे ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे और यह अंदर में पुनरावर्तन गति को स्थापित करेगा और यह प्राकृतिक संवहन का कारण बनता है तो पहले मुझे यह कहना चाहिए कि द्रव के विस्थापन के कारण प्राकृतिक संवहन द्वारा ऊष्मा परिवहन का प्रमुख तरीका है फिर भी जहां द्रव की सतह का अधिकतम संपर्क होता है वहां छिटपुट बुलबुले बनेंगे तो ऊष्मा का प्राथमिक परिवहन केवल ठोस सतह और तरल सतह के बीच होता है मेरा मतलब उस तरल से है जो सतह के संपर्क में है तो इसे क्वथन की प्राकृतिक संवहन विधा कहा जाता है और फिर दूसरे को न्यूक्लियेट क्वथन कहा जाता है न्यूक्लियेट क्वथन के वास्तव में दो क्षेत्र होते हैं तो मुक्त संवहन इस बिंदु तक है तो सभी तरह से अधिकतम तक इसलिए अगर मैं इसे कुछ मैक्सिमा C कहता हूं और यह फिर से deltaT verses क्वथन के लिए आपूर्ति की जाने वाली ऊष्मा के प्रवाह है तो यह द्रव है और मेरे पास नीचे एक हीटिंग सिस्टम है तो क्या होता है एक निश्चित बिंदु तक इस वक्र का एक inflection point होगा तो inflection point तक आप देखेंगे कि यहां आने वाले वाष्पों का महत्वपूर्ण बुदबुदाहट होगा तो नीचे की सतह में अब बड़ी मात्रा में बुलबुले होंगे और इसलिए महत्वपूर्ण बुदबुदाहट होगी तो अब ऊष्मा परिवहन केवल मुक्त संवहन द्वारा नहीं है क्योंकि नीचे की सतह का ek अच्छा अंश वाष्प बुलबुले के संपर्क में है तो इसलिए ऊष्मा परिवहन दोनों प्रत्यक्ष ऊष्मा के कारण होने जा रहा है जो वाष्प द्वारा ले जाया जाता है और प्रत्यक्ष ऊष्मा जो एक ही तरल पदार्थ के तरल चरण द्वारा ले जाया जाता है तो अब चरण परिवर्तन ने तरल और वाष्प दोनों चरणों द्वारा ऊष्मा परिवहन को प्रभावित किया है अब तरल की तुलना में वाष्प चरण की चालकता की प्रकृति क्या है यह हमेशानीचे होता है तो वाष्प चरण की चालकता हमेशा तरल की चालकता से कम होती है तो क्या होता है कि inflection point तक अभी भी अधिकांश ऊर्जा तरल चरण द्वारा लेजाई जाती है और इसलिए आप देखेंगे कि ऊष्मा परिवहन गुणांक विभक्ति बिंदु तक सभी तरह से बढ़ता रहेगा फिर भी वह स्थिति जहां उनके पास तरल या वाष्प चरण द्वारा ले जाने वाली ऊष्मा की मात्रासीमा में एक स्विच होता है वह तीसरा चरण है वह क्वथन का तीसरा चरण है जहां यह अभी भी न्यूक्लियेट उबल रहा है क्योंकि अभी भी तंत्र न्यूक्लियेशन है न्यूक्लियेट उबलना यह है कि नीचे की सतह पर महत्वपूर्ण वाष्प गठन बुलबुला गठन होगा और इनमें से कुछ बुलबुले क्योंकि वे एक दूसरे के करीब बनते हैं वे एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और वे अच्छी तरह से वाष्प धारा कहलाते हैं तो ये वाष्प धाराएँ हैं तो आप अच्छी तरह से वाष्प धारा को देखना शुरू कर देते हैं जो एक साथ जा रही है तो वाष्प का एक चैनल बनाया जाता है और इसलिए ऊष्मा का परिवहन अब वाष्प चरण द्वारा की जाने वाली ऊष्मा के कारण होता है तो ऊष्मा परिवहन के प्रमुख तरीके में बदलाव होगा तो ऊष्मा परिवहन अब मुख्य रूप से वाष्प द्वारा ले जाने वाली ऊष्मा के कारण है इसलिए ऊष्मा मुख्य रूप से वाष्प द्वारा वहन की जाती है क्योंकि वाष्प चरण का घनत्व काफी छोटा होता है और इसलिए सहसंयोजन बहुत जल्दी हो जाएगा और वे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो यह वास्तव में इस कक्ष में द्रव में पुनरावर्तन को बढ़ाने वाला है और इसलिए जोरदार मिक्सिंग पेश किया जाएगा तो मिक्सिंग पेश किया जाता है मिक्सिंग इस विशेष चरण में पेश किया जाता है अब क्या होता है क्योंकि वाष्प की चालकता तरल की चालकता की तुलना में बहुत कम है इसलिए परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा याद रखें कि परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा कम होने वाली है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक यह अधिक वाष्प बनने के साथ कम होना शुरू हो जाएगा और इसके पीछे का कारण यह है कि जो वाष्प बनता है उसे तुरंत बाहर ले जाया जाता है और इसलिए नीचे की सतह पूर्ण संपर्क में नहीं हैं तो सतह के पास वाष्प चरण के लिए निवास का समय बहुत छोटा है और इसलिए संपर्क समय छोटा है और साथ ही चालकता बहुत कम है इसलिए जैसे ही आप तीसरे चरण में पहुंचेंगे ऊष्मा परिवहन गुणांक कम होना शुरू हो जाएगा और boiling curve यहाँ है अगर मैं रखूँ वह चरण अधिकतम तक है और उसके बाद जो होता है वह transition stage के लिए होता है जहां आप यह भेद नहीं कर सकते कि नीचे की सतह अब केवल द्रव के संपर्क में है या केवल वाष्प चरण के साथ यह वाष्प और तरल चरण के बीच एक निरंतर स्विच होने जा रहा है इसलिए ऊष्मा परिवहन गुणांक में कमी जारी रहेगी क्योंकि यह लगातार स्विच कर रहा है और इसलिए द्रव और ठोस के बीच निवास का समय या संपर्क समय काफी छोटा होने वाला है तो transition stage में भी ऊष्मा परिवहन गुणांक में कमी जारी रहेगी तो अर्थात् transition stage मैक्सिमा से मिनिमा तक है तो यह transition stage है और अंतिम चरण है जिसे film boiling कहा जाता है अब इस स्तर पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो कंटेनर का निचला भाग अब वाष्प फिल्म से भरने वाला है तो तापमान अंतर काफी अधिक है कि कोई भी तरल पदार्थ जो नीचे की सतह के संपर्क में आता है तुरंत वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने वाला है तो नीचे की सतह हमेशा तरल पदार्थ के वाष्प चरण के संपर्क में रहेगी तो प्राथमिक ऊष्मा परिवहन वाष्प चरण की चालकता के कारण है तो वाष्प बनेगी और वे सभी बाहर निकल जाएंगे तो वह तंत्र है और इसलिए उस स्तर पर boiling curve होगा इसलिए अब जैसे जैसे आप प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को और बढ़ाते हैं आप तापमान के अंतर को बढ़ाते हैं यह Ts माइनस Tsat है और इसलिए कुल राशि तापमान के अंतर में वृद्धि के साथ ऊष्मा का प्रवाह बढ़ने वाला है तो इस निचले मिनीमा को लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट कहा जाता है यह ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए है तो हालांकि यह सब हमारे लिए इतना स्पष्ट लगता है जब हम पानी को उबलते देखते हैं कि अचानक वाष्प चरण बनता है यह वास्तव में इतना स्पष्ट नहीं है यदि आप वास्तव में बहुत करीब से देखते हैं तो आप इन rigorous mixing को देख सकते हैं इसे देखें और इसे देखना बहुत आसान है तो अगली बार जब आप अपने छात्रावास में जाते हैं और वहां जब पानी उबलता है और मुझे नहीं पता किआपको रसोई में अनुमति है या नहीं और यदि आपको अनुमति है तो आप वास्तव में पानी का उबलता देख सकते हैं शुरू में आप देखेंगे छोटे बुलबुले जो आएंगे और धीमी गति से सतह पर आएंगे वे फूटेंगे और वे चले जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद जब आप और अधिक ऊष्मा की आपूर्ति करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जोरदार वाष्पबनेगी और आपको ये बड़े बुलबुले दिखाई देंगे जो सतह पर आएंगे और फटने लगेंगे तो शीर्ष सतह अब सपाट नहीं होगी आप देखेंगे कि बहुतसारी जोरदार वाष्प अंदर आरही हैं और बाहर जा रही हैं तो यह वास्तव में दूसरा चरण या तीसरा चरण है जो nucleate boiling है जहां जोरदार वाष्प बनता है और फिल्म उबलना वह चरण होता है जहां आप देखेंगे कि अधिकांश तरल पदार्थ पहले ही निकल चुका है तो पहले से ही वाष्प में परिवर्तित होने के कारण बस थोड़ा सा तरल पदार्थ बचा है और इसलिए तल अब वाष्प से भर जाएगा आमतौर पर आप इस स्तर तक कभी नहीं पहुंचना चाहते हैं अधिकतर जब आप पानी को गर्म करते हैं तो आप कभी भी नीचे की फिल्म के चरण तक नहीं पहुंचना चाहते हैं क्योंकि भरने के तापमान का तापमान अंतर काफी अधिक हो सकता है यह सबसे अनुकूल स्थिति नहीं है जो कभी भी मंच तक नहीं पहुंचना चाहता आप कभी भी लीडेनफ्रॉस्ट बिंदु को नहीं छूते हैं और इसलिए आमतौर पर जो किया जाता है वह यह है कि एक बार जब द्रव इस अधिकतम तक पहुंच जाता है तो तरल को उबालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप धीरे धीरे उबलते प्रवाह पर अधिकतम सीमा तक पहुंच जाते हैं और फिर आप एक स्थिर प्रवाह की स्थिति बनाए रखते हैं और आप यहां पहुंच जाते हैं तो यह एक स्थिर प्रवाह है तो आप ऊष्मा का स्थिर प्रवाह प्रदान करते हैं और फिर आप इस वक्र के दूसरे छोर पर जाते हैं और इस तरह आप सुनिश्चित करते हैं कि अधिकांश चीजें उबली हुई हैं आप लीडेनफ्रॉस्ट बिंदु तक कभी नहीं पहुंचना चाहते क्योंकि यह बहुत अधिक ऊर्जा की बर्बादी है ठीक है तो क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं इस बीकर को देखता हूं मान लीजिए कि इस स्थान पर तरल पदार्थ मौजूद है और वाष्प बुलबुला है जो यहां मौजूद है तो अब आपके पास एक समान स्थिति हो सकती है हमारे पास वाष्प तरल है अब transaction region में सतह और संतृप्ति या क्वथनांक तापमान के बीच तापमान का अंतर इतना अधिक है कि यहां जो भी तरल पदार्थ आता है वह अब लगभग तुरंत वाष्प चरण में परिवर्तित होने वाला है लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक नहीं है कि हर स्थान पर इसे वाष्प चरण में परिवर्तित किया जाएगा इसलिए जैसे ही वाष्प बनते हैं वाष्प को अब उस स्थान से बाहर ले जाया जाता है इसलिए क्या होता है कि इस तरल या वाष्प की सतह के साथ संपर्क समय काफी कम होने वाला है तो इसलिए इस regime में परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी और यही कारण है कि ऊष्मा परिवहन गुणांक वास्तव में नीचे चला जाता है तो याद रखें कि ऊष्मा परिवहन गुणांक केवल एक प्रतिनिधि संख्या है जो एक काल्पनिक मात्रा है जो आपको बताती है कि ऊष्मा का परिवहन कितना है इसलिए यहां परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सतह पर तरल पदार्थ और वाष्प का निरंतर आदान प्रदान होता है तरल पदार्थ गर्म हो रहा था और यही कारण है कि ऊष्मा परिवहन गुणांक वास्तव में काफी नीचे चला जाता है मैं एक मिनट मेंड्रॉ करूंगा कि ऊष्मा परिवहन गुणांक प्रोफ़ाइल कैसा दिखेगा तो ऊष्मा परिवहन का प्रवाह heat transport coefficient multiplied by deltaT होना चाहिए तो अब अगर मैं qs versus deltaT को ड्रॉ करता हूं तो मूल रूप से मेरे पास यह व्यवहार है तो अब क्या होता है तो h की वास्तव में सीधे boiling term से गणना की जा सकती है तो अगर मैं h versus deltaT को प्लाट करता हूं तो मैं इसे b कहता हूं क्या होता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक ऊष्मा परिवहन गुणांक बढ़ता रहेगा और भौतिक तंत्र होगा तरल अभी भी मुख्य रूप से तरल सतह के संपर्क में है jiski उच्च चालकता है और इसलिए यह उस स्थान तक उच्च ताप परिवहन को सक्षम कर रहा है लेकिन फिर जब यह इन्फ्लेक्शन पॉइंट को छूता है तो सतह के साथ आपके संपर्क के संदर्भ में ऑफ़सेट उस ऑफ़सेट की तुलना में काफी अधिक होता है जो आपको डेल्टा टी को बढ़ाकर मिलेगा इसलिए याद रखें कि qs अब दोनों ऊष्मा परिवहन गुणांक और तापमान अंतर का कार्य है तो मान लीजिए कि अगर मैं यहां प्रवाह फ्लक्स को बढ़ाना चाहता हूं अब यहाँ फ्लक्स में वृद्धि delta T में वृद्धि के कारण है न कि ऊष्मा परिवहन गुणांक में वृद्धि के कारण तो अब वहाँ इसके बीच एक होड़ है इसलिए अगर मैं अब फ्लक्स को देखता हूं तो फ्लक्स में वृद्धि तापमान अंतर में वृद्धि बनाम ऊष्मा परिवहन गुणांक में कमी के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण होती है और कमी इसलिए है क्योंकि संपर्क पूरी तरह से तरल नहीं है और न ही यह पूरी तरह से वाष्प है तो दोनों का मिश्रण होने जा रहा है और इसलिए कुल प्रभाव यह है कि ऊष्मा परिवहन की सीमा कम होने वाली है आप जो देखेंगे वह यह है कि inflexion point पर जहां अधिकतम ऊष्मा परिवहन गुणांक है आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे और ऊष्मा परिवहन गुणांक इस स्थान C को कम करना शुरू कर देगा मैंने C को मैक्सिमा बिंदु के रूप में रखा है तो यह ऊष्मा परिवहन गुणांक में कमी को सहन करने में सक्षम नहीं है तो ऊष्मा परिवहन गुणांक अब इस स्थान पर काफी कम हो जाता है और इसलिए deltaT में कोई भी वृद्धि ऊष्मा परिवहन के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए नहीं जा रही है इसलिए लीडेन फ्रॉस्ट पॉइंट तक जहां अगर मैं इस बिंदु को D कहता हूं तो लीडेनफ्रॉस्ट पॉइंट तक नीचे की सतह वाष्प फिल्म के साथ नीचे पूरी तरह से कवर किया गया है ऊष्मा परिवहन गुणांक कम होता रहेगा और उसके बाद सिंगल फेज सिस्टम है क्योंकि जो भी तरल पदार्थ नीचे आता है वह तुरंत वाष्प चरण में परिवर्तित हो जाता है तो वाष्प की एक फिल्म होगी जो हमेशा नीचे की सतह के ऊपर मौजूद होती है तो इसलिए यह अब एक एकल चरण ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया है इसलिए जैसे जैसे आप तापमान के अंतर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ऊष्मा परिवहन में वृद्धि होती जाती है यहां कोई multiple phases नहीं है चरण परिवर्तन है लेकिन कोई बहु चरण नहीं है जो कंटेनर की निचली सतह के संपर्क में है जो अब द्रव में ऊष्मा है तो यह उस प्रकार का ताप परिवहन गुणांक प्रोफाइल है जो आपको मिलेगा देखिए अगर आप नीचे की सतह को स्थिर रखना चाहते हैं तो आप नीचे की सतह को ऊष्मा प्रदान करते हैं अब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि नीचे की सतह को दी जाने वाली सारी ऊष्मा अब द्रव में जाए ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके यहां कई चरण हैं आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते आपके पास कई चरण हैं आपने अब चरणों में परिवर्तन किया है इसलिए आप अब deltaT को स्थिर नहीं रख सकते तो यह एक समस्या है जब तक सभी तरल पदार्थ गर्म नहीं हो जाते और वाष्प चरण में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक द्रव Tsat तापमान पर बना रहेगा केवल वाष्प तापमान स्थानीय तापमान Tsat से ऊपर जाएगा लेकिन वे बचकर चले जाएंगे तो तरल अभी भी Tsat तापमान में बना रहेगा यह क्वथनांक पर बना रहेगा जब तक कि सभी तरल वाष्प चरण में नहीं निकल जाता तो हम अगले 5 मिनट में क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं है governing equations को लिखना आसान नहीं है और इसलिए विश्लेषणात्मक समाधान प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है तो कुछ सहसंबंध हैं जो उपलब्ध हैं इसलिए यदि आप मुफ्त संवहन मामले को लेते हैं जो कि चरण 1 है तो हमने इनमें से कुछ सहसंबंधों को पहले ही देख लिया है तो आपको विकसित सहसंबंध का उपयोग करना होगा जिसे हम उन्हें पहले से ही जानते हैं इसलिए हमने पहले ही प्राकृतिक संवहन समस्या को देखा है तो दूसरा चरण जहां आपके पास न्यूक्लियेट उबलते हैं तो रोहसेनो सहसंबंध नामक कुछ है तो अब यह सहसंबंध अनिवार्य रूप से आपको देता है कि अधिकतम प्रवाह क्या है अधिकतम बिंदु क्या है क्योंकि यही आपके लिए संचालन बिंदु से महत्वपूर्ण है याद रखें कि यदि आप द्रव को गर्म करना चाहते हैं तो जिस क्षण आप मैक्सिमा को छूते हैं आप प्रवाह की स्थिति बनाए रखना चाहेंगे इसलिए यह प्रिडिक्ट करना महत्वपूर्ण है कि boiling curve किस अधिकतम पर पहुंचने वाला है तो यह mu l multiplied by o v divided by sigma power of half multiplied by C द्वारा दिया जाता है तो Cp deltaT by hf वह क्या है क्योंकि यह आयामहीन मात्रा है वह जैकब संख्या है तो यह जैकब नंबर है और बॉन्ड नंबर के बारे में क्या है बॉन्ड नंबर कहां है अभिव्यक्ति यह यहाँ है तो कुछ रूप यहाँ है आप इसे बांड संख्या में सुधार सकते हैं तो आयामहीन मात्राएँ वास्तव में यहाँ मौजूद हैं वास्तव में यह समीकरण इसी तरह से निकला है तो यह जानने के लिए कि पुन कार्यात्मक रूप क्या होना चाहिए आपको यह जानना होगा कि आयामहीन मात्राएँ क्या हैं तो फिल्म क्वथन चरण में नुसेल्ट संख्या जो यह मान रही है कि इसका एक बेलनाकार बीकर होना चाहिए जो कि C into rhol rhov C rhov C rhov v Tsat the power of 1 by 4 से दिया जाता है तो यह film boiling phase में नुसेल्ट नंबर के लिए सहसंबंध है इसलिए अगर मैंने यहां प्राइम लगाया है तो तापमान अंतर के आधार पर मैंने प्राइम लगाया है तो यह या तो सीमा पर ऊष्मा परिवहन का संचालन मोड हो सकता है या आपके पास ऊष्मा परिवहन का विकिरण मोड भी हो सकता है तो मान लीजिए कि यदि आपके पास ऊष्मा परिवहन का विकिरण मोड भी है तो आपको प्राप्त होने वाला समग्र ऊष्मा परिवहन गुणांक जो hbar है वह hbar 4 by 3 convection plus hbar radiation into hbar to the power of 4 by 3 से संबंधित है तो ध्यान दें कि यह रैखिक नहीं है तो hbar विकिरण को epsilon sigma Ts to the power of 4 Tsat to the power of 4 divided by Ts minus Tsat के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह हमारे परिभाषित करने के तरीके के समान है याद रखें यह flux equal to some h into deltaT से आता है विकिरण के कारण ऊष्मा परिवहन गुणांक को परिभाषित करने के लिए उस परिभाषा का उपयोग करें तो एप्सिलॉन सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है न कि सतह तनाव सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक है तो यह नीचे की सतह और तरल पदार्थ के बीच कुल विकिरण विनिमय है जो वास्तव में फिल्म के ऊपर मौजूद है याद रखें कि film boiling phase में हमारे पास एक फिल्म होगी जो मौजूद है और इसलिए नीचे की सतह और वाष्प चरण के ठीक ऊपर मौजूद पानी के बीच विकिरण विनिमय हो सकता है तो एप्सिलॉन उत्सर्जन है विकिरण विनिमय epsilon multiplied by sigma into Ts power 4 minus Tsat to the power of 4 द्वारा दिया जाता है इसलिए यदि आपके पास ये मात्राएँ हैं तो आपको ऊष्मा परिवहन गुणांक की गणना करने में सक्षम होना चाहिए